इस टोपोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण खंड PWM खंड है हमने इसके बारे में 3 फेज़ के लिए चर्चा नहीं की है हम आम तौर पर एक स्पेस वेक्टर PWM विधि का उपयोग करते हैं और मैं आपको इसका वर्णन करता हूं कि यह कैसे किया जाता है अधिकांश नियंत्रण तर्क DQ परिवर्तन PWM PI नियंत्रक सभी डिजिटल ज्ञानक्षेत्र में ज्यादातर माइक्रोकंट्रोलर और DSP प्रोसेसर में कार्यान्वित होते हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्पेस वेक्टर PWM डिस्क्रीट परिपालन संस्करण को समझने की कोशिश करें यदि आप इसे ओप एम्पस का उपयोग करके कार्यान्वित करना चाहते हैं तो बाद में मैं आपसे एनालॉग परिपालन के बारे में भी बात करूंगा तो यहाँ PWM के इनपुट के लिए हमारे पास तीन इनपुट हैं varef vbref vcref तो यह हमारा शुरुआती पॉइंट है हमारे पास 3 फेज़ रेफरेन्स वोल्टेज सिग्नल्स हैं और गेट ड्राइव के लिए पल्स विड्थ मॉडुलटेड सिग्नल आउटपुट होगा आइए अब हम 3 फेज़ रेफरेन्स सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं va vb vc और मैं इसे इस तरह से करने की कोशिश करूंगा तो अब आपके पास va vb और vc है तो ये 3 फेज़ रेफरेन्स सिग्नल्स हैं जो पल्स विड्थ मॉडुलेटर को इनपुट के रूप में जा रहे हैं अब मैं मॉड्यूलेशन की सीमा को चिह्नित करता हूं तो यह 100 मॉड्यूलेशन होगा और यह बस DC बस के पूरे vdc के अनुरूप होगा मुझे इस तरह से अधिकतम मॉड्यूलेशन सीमा रेखा का विस्तार करने दें और मुझे उन लाइन्स को छोटा करने दें ताकि मेरे पास यहां कुछ जगह हो जाए अब मैं यहां एक विंडो लेता हूँ अब मेरे पास यहाँ पर कैरियर सिग्नल है तो यह एक त्रिकोण है अगर यह मोटर ड्राइव है तो 3 फेज़ AC सिग्नल 50 हर्ट्ज पर हैं कम आवृत्ति पर है लेकिन अगर यह ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर के लिए है तो यह 50 हर्ट्ज पर तय किया गया है यह कम या ज्यादा 50 हर्ट्ज पर होगा लेकिन आप यही स्पेस वेक्टर PWM उत्पादन जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसका उपयोग मोटर ड्राइव के लिए भी कर सकते हैं जहां यह एक अलग आवृत्ति का हो सकता है लेकिन अभी के लिए विचार करें कि यह ग्रिड की आवृत्ति है इसलिए ये रेफरेन्स फेज़ेस हैं और यहां मैं एक त्रिकोण बना रहा हूं एक छोटी विंडो है जहां त्रिकोण कैरियर हैं हम इसे ज़ूम करेंगे और फिर देखेंगे इसलिए हम इसे ज़ूम करेंगे ताकि हम देख सकें कि इस संकीर्ण बैंड में क्या है जिसे हमने खींचा है तो इसमें एक त्रिकोणीय कैरियर शामिल है जो इस तरह है तो यह समय यह समय Ts है एक स्विचिंग आवृत्ति अवधि या कैरियर आवृत्ति अवधि है हम उसको Ts कहेंगे तो आप देखते हैं इस त्रिकोणीय इस रैखिक रूपांतरण के कारण वोल्टेज को समय पर परिवर्तित किया जा सकता है इस त्रिकोणीय वेवफॉर्म के रैखिक भाग के कारण है अब हम प्रतिच्छेदन बिंदु को चिह्नित करेंगे तो जो c अभी अधिकतम है वहां एक प्रतिच्छेदन बिंदु है va वेवफॉर्म के लिए यहाँ एक प्रतिच्छेदन बिंदु है और vb वेवफॉर्म के लिए यहाँ एक प्रतिच्छेदन बिंदु है तो हम इसे बढ़ाते हैं ताकि यह इस तरह के वोल्टेज से समय रूपांतरण रैंप को काट सके तो यह ऊँचाई va की ऊँचाई है हम कहते हैं यह ऊँचाई vb की ऊँचाई होगी और यह ऊँचाई यहाँ तक vc होगी और हम कह सकते हैं कि रैखिक संबंध का उपयोग करते हुए ta अनुपात के बराबर है vdc इस रैखिक रैंप के कारण Ts पूर्ण अवधि में परिवर्तित हो जाएगा तो Tsvdc रूपांतरण अनुपात है या परिवर्तन अनुपात गुणा va आपको va के अनुरूप समय देगा taTsvdc×va tb Tsvdc गुणा vb tbTsvdc×vb है जो vb के अनुरूप समय देगा फिर tc Ts vdc × vc है जो vc के अनुरूप समय देगा इसलिए यदि आप इन्हे नीचे करते हैं तो आप देखेंगे कि ये समय tb ta और tc होना चाहिए लेकिन कुछ छोटे संशोधन हैं मैं उन पर बाद में आऊंगा लेकिन अनिवार्य रूप से सिद्धांत यह है कि रूपांतरण अनुपात Tsvdc द्वारा वोल्टेज एम्पलीट्यूड को समय मान पर समय में बदल दिया जाता है अब मुझे यहां टाइम एक्सिस सिग्नल्स a b c बनाने दें जो कि PWM का आउटपुट माने जाते है यह एक तुलनात्मक बात है यह किसी प्रकार के काउंटर के साथ तुलना कर रहा है यह रैंप त्रिकोण कुछ और नहीं बल्कि एक टाइमर है जो ऊपर और नीचे जा रहा है अप डाउन काउंटर तो इससे नीचे कुछ भी है हम उसे उच्च बनाते हैं ऊपर कुछ भी वह निम्न है तो हम कहते हैं कि vb सबसे कम है यह है तो यह यहाँ उच्च और किसी अन्य जगह पर निम्न होगा तो tmin मुझे कहना है कि tb tmin है क्योंकि यह उस समय जहां हम देख रहे हैं वह vb न्यूनतम है और vc अधिकतम और ta एक मध्य वैल्यू tmid है तो चलिए अब PWM वेवफॉर्म बनाते हैं तो b के लिए यह यहाँ कट रहा है इसलिए यह यहाँ उच्च और अन्यत्र जगह निम्न होगा और a के लिए यह a है इसलिए यह उस पॉइंट तक उच्च होगा और c के लिए यह इस रेखा तक उच्च होगा तो मुझे उन्हें हैश करने दे इसलिए इन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इस विंडो में कई त्रिभुज हैं और मैं यहां कटिंग पॉइंट्स को भी नीचे ला सकता हूं तो यह गाढ़ा है क्योंकि यह एक और Ts अवधि है और यह तीसरी Ts अवधि है तो आप देख सकते हैं कि यह जिन पॉइंट्स पर काटता है उसके आधार पर आपको a मिलेगा यह मिरर इमेज है क्योंकि यह अप डाउन काउंटर है यह ऊपर की तरफ काउंट करता है रैखिक रैंप ऊपर रैखिक रैंप नीचे रैखिक रैंप ऊपर उस तरीके से जाता रहता है और निम्नलिखित पहले हम a b c खत्म करते हैं तो आप देखते हैं कि यह एक मिरर इमेज की तरह है और c फेज़ के लिए भी आप इस तरह एक पल्स विड्थ देखेंगे और फिर से यह ऊपर की तरफ जारी रहेगा आप देखेंगे कि यह भाग इस तरह बिना ब्रेक के चलता जायेगा यह हिस्सा यहाँ दोहराया जाता है मुझे उसे हैश करने दे और यह भाग यहाँ दोहराया जाएगा क्योंकि यह भी बढ़ता हुआ रैंप है हमने यहाँ बढ़ता हुए रैंप बनाया है और c फेज़ भी उसी तरह आता है मुझे यह गाढ़ा करने दो ताकि तुम फर्क कर सको गौर करें अच्छी बात यह है कि यह Ts अवधि है यह Ts अवधि है आइए हम कहते हैं यह अवधि Ts है लेकिन जहां तक स्विचिंग का संबंध है आप देखेंगे कि जब यह सीमा पार कर रहा है तो इन्वर्टर की स्विचिंग स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो यह उच्च रहता है यह उच्च रहता है और यह उच्च रहता है इसलिए यदि यहां नीचे ढलान होगातो यह उच्च रहेगा तो ऐसा लगता है कि स्विचिंग अवधि स्विचेस की स्विचिंग आधे आवृत्ति पर है भले ही कैरियर आवृत्ति दुगनी हो इसलिएआप देखेंगे कि स्विचिंग के नुकसान कम हैं इसलिए यह स्पेस वेक्टर PWM के लाभों में से एक है तो इस तरह हम स्पेस वेक्टर PWM को अमल में ला सकते हैं यह वास्तव में एनालॉग परिपालन होगा बस तुलना करें और फिर इसे एक कंपैरेटर के माध्यम से पास करें लेकिन डिजिटल डोमेन में हमें तुलना रजिस्टर को मान संख्या देने की आवश्यकता है और यह इस काउंटर या टाइमर के साथ तुलना करेगा और फिर मान के आधार पर एक पोर्ट को उच्च या निम्न बना देगा तो गणना कैसे करें और कैसे दें हमने ta tb tc की गणना की है लेकिन उसका निरीक्षण करें मुझे इस इन्वर्टर को बनाने दें इस तरह से इन्वर्टर को योजनाबद्ध करें तो आपके पास इन्वर्टर के आर पार vdc हैं ये इन्वर्टर के 3 आर्म्स हैं यह आर्म a आर्म b आर्म c है तो इस के केंद्र बिंदुओं पर आपके पास पिक ऑफ पॉइंट a b c होंगे जो लोड पर जा रहे होंगें अब यदि आप निरीक्षण करते हैं तो इसका निरीक्षण करें इस समय के दौरान a उच्च है b उच्च है c उच्च है यह उच्च है यह उच्च है यह उच्च है सभी उच्च जुड़े हुए हैं जिसका अर्थ है कि स्पेस वेक्टर 0 है इसलिए यह शून्य समय के अनुरूप होगा यहां एक और समय है उसी अवधि में है Ts अवधि में यह 0 0 0 है जिसका अर्थ है कि स्विचेस जुड़े हुए हैं सभी निचले स्विचेस जुड़े हुए हैं a 0 है b 0 है c 0 है फिर स्पेस वेक्टर भी 0 है इसलिए यह समय और यह समय या समय अवधि जिसके दौरान स्पेस वेक्टर 0 है तो आप कह सकते हैं कि यह है मैं इसे विभाजित कर रहा हूं आधा और आधा T02 और यह T02 है और अधिकतम मान फेज़ से मध्य मान फेज़ तक हम T1 कहते हैं और मध्य मान फेज़ से न्यूनतम मान फेज़ तक हम इसे T2 कहते हैं तो यह वह पदनाम है जिसका उपयोग हम स्पेस वेक्टर में करते हैं अब मैं आपको एक समस्या का संकेत देता हूं आप देखतें है कि यह a b c फेज़ वेवफॉर्म AC वेवफॉर्म्स वे AC वेवफॉर्म्स हैं जहां 0 इस तरह है तो 0 से ऊपर va vb vc पॉजिटिव है 0 से नीचे va vb vc नेगेटिव है इसलिए जब आप जब मैं सीधे इस समीकरण का उपयोग करता हूं ta Tsvdc × va tb Tsvdc × vb tc Tsvdc × vc Ts पॉजिटिव है vdc पॉजिटिव है va कुछ परिस्थितियों में पॉजिटिव हो सकता है कुछ परिस्थितियों में नेगेटिव हो सकता है तो आपको ta के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मान मिल सकते हैं और समय के डोमेन में समय का नेगेटिव मान होने का कोई अर्थ नहीं है इसलिए हमें एक बदलाव करने की आवश्यकता है और हम इसका कारण जानते हैं कि हमने 0 को केंद्र बिंदु के रूप में लिया है यह 0 है हम कह रहे हैं कि यह माइनस समय है यह प्लस समय है हम क्या करते हैं हम 0 को इस पॉइंट इस अक्ष पर स्थानांतरित करते हैं तो मूल रूप से हम क्या कर रहे हैं हम एक ऑफसेट दे रहे हैं इसलिए हम न्यूनतम मान का उपयोग करके ऑफसेट को नीचे बनाते हैं तो मेरे पास न्यूनतम मान है मुझे पता है कि यह न्यूनतम मान है और यह क्षेत्र जो एनवेलप से बाहर है ये दोनों क्षेत्र जो एनवेलप से बाहर है समय T0 के अनुरूप है 0 स्पेस वेक्टर समय है हमने यहां देखा यह T0 है और यह T0 है यह T0 से संबंधित समय है यह समय भी T0 के अनुरूप है दोनों दोनों एक साथ एनवेलप के बाहर 0 स्पेस वेक्टर समय के रूप में जुड़ते हैं तो हम कहते हैं यह T02 है T02 और हमने कहा यह tmin है तो tmin यहां नेगेटिव है इसलिए अधिकांश समय tmin नेगेटिव होगा क्योंकि जब भी आप विंडो को काटते हैं तो न्यूनतम समय 0 से कम होगा इसलिए यह नेगेटिव होगा तो हम सिर्फ इस पूर्ण मान T02 को जोड़ते हैं पूरा DC शिफ्ट हो जाएगा और 0 रेखा यहां आ जाएगी इसलिए हम ta tb tc की हर गणना के लिए सिर्फ एक ऑफसेट जोड़ते हैं ऑफसेट का मान tmin T02 होना चाहिए tmin लगाने का कारण यह है कि tmin का मान ही नेगेटिव है माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास एक शिफ्ट होगा अब वास्तविक मान जो आपको तुलना रजिस्टर में डालना होगा वह taon होगा जो ta प्लस toffset होगा सब पॉजिटिव होगा tbon tb प्लस toffset होगा और tcon tc प्लस toffset होगा तो यह वह मान है जिसे आप अपने माइक्रोकंट्रोलर या DSP के टाइमर के तुलना रजिस्टर को भेजेंगे तो आइए हम उस एल्गोरिथ्म पर एक नज़र डालते हैं जिसका आप परिपालन करेंगे तो सबसे पहले ta tb tc की गणना करें तो आप अपने PWM खंड के इनपुट के रूप में va vb vc प्राप्त कर रहे हैं इसका उपयोग करके आप एक स्थिर Ts और vdc और Ts को परिभाषित कर सकते हैं कैरियर आवृत्ति को परिभाषित कर सकते हैं जिस समीकरण की हमने अभी चर्चा की है उसके अनुसार ta tb tc की गणना करें इसके बाद tmax की गणना जो कि ta tb tc का अधिकतम होगा और फिर tmin की गणना होगी जो कि ta tb tc का न्यूनतम होगा और चौथे नंबर पर t इफेक्टिव की गणना होगी जो tmax tmin है यह मूल रूप से एनवेलप के भीतर का क्षेत्र है तो tmax माइनस tmin यह क्षेत्र होगा तो एनवेलप के भीतर के क्षेत्र को इफेक्टिव समय कहा जाता है एनवेलप से बाहर का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां स्पेस वेक्टर शून्य है अर्थात T0 समय और अधिकतम मान से मध्य मान के लिए समय T1 होगा मध्य से न्यूनतम मान T2 के अनुरूप समय है तो वह नामकरण है अगला T0 की गणना करें जो Ts है हम जानते हैं कि कैरियर स्विचिंग कैरियर अवधि माइनस t इफेक्टिव है और फिर toffset की गणना करें जो tmin T02 है और फिर अंत में इस संबंध का उपयोग करते हुए taon tbon tcon की गणना करें और फिर तीन टाइमर के तुलना रजिस्टर्स को लोड करने के लिए उनका उपयोग करें तब वह गणना करेगें तुलना करेगें और फिर तीन डिजिटल पोर्ट को मान के आधार पर ऊपर या नीचे उच्च या निम्न बना देगें तो इस तरह से आप इस तरह की 3 फेज़ PWM वेवफॉर्म उत्पन्न कर सकते हैं तो यहां हर आर्म के लिए शीर्ष स्विच और नीचे स्विच के लिए आप a a बार देंगे और जब आप a बार देंगे तो आप केवल दूसरे डिवाइस को a का विपरिवर्तन नहीं देते हैं एक को आप a देंगे दूसरा पर आपको a बार मिलेगा यह सिर्फ एक सादा विपरिवर्तन नहीं है परिवर्तनकाल के समय आप एक छोटी समयावधि बनाएंगे जिसे ब्लैंकिंग समय अवधि कहा जाता है जहां दोनों कुछ समय के लिए बंद रहेंगे क्योंकि इसके लिए इन व्यावहारिक स्विचेस के बढ़ने का समय और गिरावट का समय होता है तो साहित्य में इसे ब्लैंकिंग समय या डेड समय कहा जाता है इसलिए जब आप विपरिवर्तन करते हैं तो आप एक सीधा विपरिवर्तन कर के इसे दूसरे पूरक स्विच को नहीं देते हैं आपके पास अपने एल्गोरिथ्म में बनाई गई एक विलंब क्रियाविधि होगी इसलिए आप उल्टा करते हैं और फिर वह उच्च जाता है इसे विलंब करते हैं और इसे उच्च बनाते हैं ताकि वृद्धि का समय और गिरने का समय बीत जाए और उस अवधि में एक सीधा शूट नहीं होगा जिस अवधि में एक विशाल करंट प्रवाहित हो सकता है तो यह वह है जिसे डेड समय समावेश कहा जाता है जब आप एक वास्तविक सर्किट में इन सिग्नल्स को इन दो पूरक स्विच को दे रहे होते हैं